आइए अब हम पानी पंपिंग के बारे में चर्चा करते हैं आप में से अधिकांश लोग इस वाटर पंपिंग एप्लीकेशन से परिचित होंगे यह हर किसी के घर में होता है जहाँ आप भूमिगत टैंक से ओवर हेड टैंक तक पानी उठाते हैं लगभग दैनिक आधार पर तो हमारा उद्देश्य यह है कि हम पीवी स्रोत पीवी मॉड्यूल पीवी पैनल का उपयोग वॉटर पंपिंग सिस्टम को पावर देने के लिए करना चाहेंगे इस प्रकार यह उद्देश्य है और यही हम चर्चा करने की योजना बनाते हैं और देखते हैं कि हम यह किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं कि वाटर पम्पिंग एप्लीकेशन कैसा दिखता है इसे सबसे पहले एक प्राइम मूवर की आवश्यकता है एक प्राइम मूवर इस अर्थ में की यह एनर्जीविद्युत एनर्जी प्राप्त करें ताकि आखिरकार हम इसे पीवी स्रोत से चला सकें और फिर इसे एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दें ताकि मोटर का शाफ्ट पंप चला सके पानी को निचले स्तर से उच्च स्तर तक उठाने के लिए तो यह उद्देश्य है तो हमें एक मोटर की आवश्यकता है जो एक पंप चला सकती है तो मैं पंप के लिए इस तरह के एक प्रतीकात्मक संकेत का उपयोग करूंगा पंप विभिन्न प्रकार के होते हैं तो मैं सिर्फ प्रदर्शित करूंगा मान लीजिए कि हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग करते हैं आपके पास डायनामिक पंप हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप डायनामिक पंपों की श्रेणी में आता है आपके पास सकारात्मक विस्थापन पंप भी हैं रेसीप्रोकेटिंग पंप सकारात्मक विस्थापन पंपों की श्रेणी में आता है तो इस पंप में एक इनलेट होगा यह भूमिगत टैंक से या निचले स्तर से पानी लेगा और आपके पास यह है इसे सक्शन पाइप कहा जाता है फिर आपके पास एक डिलीवरी पाइप भी है जहाँ यह पानी को ऊंचाई पर एक ओवर हेड टैंक तक पहुँचाता है तो आपके पास शायद इस तरह एक ओवर हेड टैंक हो सकता है तो अधिकांश घरों में पानी को एक भूमिगत टैंक में इकट्ठा किया जाता है और पानी को भूमिगत टैंक से निकाला जाता है और फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप के माध्यम से जाता है और अधिकांश घरों में सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं इनलेट और आउटलेट के बीच एक दबाव अंतर बनाया जाता है जो पानी को डिलीवरी पाइप के माध्यम से ऊपर धकेलता है और उसके बाद ओवर हेड टैंक में तो यह सामान्य रूप से पंप सिस्टम की स्थापना की जाती है और यह जल प्रवाह की दिशा है अब आम तौर पर हम एसी मेन के माध्यम से मोटर को पावर कर रहे हैं तो यह एक एसी मोटर है और यह एसी मेन के माध्यम से संचालित होती है इसलिए हमारे घरों में जितने भी पंप हैं उनमें से अधिकांश सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स हैं और सिंचाई या सिंचाई के उद्देश्यों और कृषि क्षेत्रों में वे तीन फेज इंडक्शन मोटर्स हैं लेकिन फोटोवोल्टिक एकीकरण के लिए क्या अच्छा होगा एक डीसी मोटर डीसी इनपुट ले और पंप करें और सेंट्रीफ्यूगल रेसिप्रोकेटिंग पंप को चलाए तो मान लीजिए कि उनके पास इस तरह एक पीवी मॉड्यूल है और पीवी मॉड्यूल एक डीसी डीसी कनवर्टर से जुड़ा हुआ है आपके पास संधारित्र है इनपुट बफर है आपके पास ड्यूटी साइकिल के लिए एक नियंत्रण इनपुट है तो इसलिए आप हमेशा पीवी पैनल के लिए एक उचित इनपुट प्रतिबाधा प्रस्तुत करने के लिए डीसी डीसी कनवर्टर के इनपुट को नियंत्रित कर सकते हैं डीसी डीसी कनवर्टर का आउटपुट मोटर के इनपुट टर्मिनलों से इस तरह से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने यहां आउटपुट प्रदर्शित किया है वह डीसी है और यह फिर डीसी मोटर चला रहा है जो इस पंप को चलाएगा तो यह वॉटर पंपिंग सिस्टम का परिदृश्य है जहां स्रोत में एक डीसी डीसी कनवर्टर के माध्यम से एक पीवी मॉड्यूल से होता है तो आइए देखें कि हम कुछ नंबरों को कैसे डालते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस पंपिंग सिस्टम के विभिन्न घटकों को डिजाइन कर सकते हैं इस पानी के पंपिंग सिस्टम पर विचार करें मान लीजिए कि यह पंप भूमिगत टैंक से पानी को ओवरहेड टैंक तक उठाने के लिए है तो आइए हम विभिन्न हेड्स को चिह्नित करें और पहचानें तो चलिए हम भूमिगत टैंक में भी पानी को मार्क करते हैं और मुझे एक पॉइंट लेने दीजिए जो कि सक्शन पाइप के सिरे के साथ क्षैतिज रेखा में है यह सक्शन पाइप है सक्शन पाइप से पंप के केंद्र तक पंप अक्ष हम इसे hs के रूप में चिह्नित करेंगे और इस hs को हेड या सक्शन हेड कहा जाता है इसलिए साहित्य में आप देखेंगे कि hs को सक्शन हेड कहा जाता है या यहां तक कि स्टैटिक लिफ्ट कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स में हेड प्रेशर का सीधा माप होता है यह इंगित करता है कि स्टैटिक लिफ्ट को पानी उठाने के लिए इतने प्रेशर की की आवश्यकता होती है अब वितरण की तरफ हम वितरण हेड के लिए चर hd का उपयोग कर सकते हैं इसे डिलीवरी हेड या डिस्चार्ज हेड कहा जाता है तो हम इसे डिस्चार्ज हेड लिखेंगे इसे स्टैटिक हाइट भी कहा जाता है तो याद रखें कि स्टैटिक लिफ्ट पंप तक पाइप के माध्यम से आने वाला पानी है जो कि पंप के नीचे सक्शन पाइप में स्टैटिक हाइट हेड या पंप के ऊपर की ऊंचाई पर लागू होती है उस बिंदु तक जहां यह टैंक में खाली हो रहा है या पाइप की अधिकतम ऊंचाई जिस पर पानी उठाया जाता है तो पंप के ऊपर इसे डिस्चार्ज हेड के रूप में कहा जाता है पंप के नीचे सक्शन पाइप साइड पर इसे स्टैटिक लिफ्ट कहा जाता है तो पंप के काम करने के लिए इन दोनों को एक साथ रखा जाता है इस सक्शन लिफ्ट के माध्यम से पानी उठाया जाता है इस सक्शन हेड ऊंचाई के माध्यम से यह डिस्चार्ज हेड के माध्यम से भी ऊपर उठाया जाना चाहिए जहां तक ऊर्जा का संबंध है कुल हेड प्रेशर अंतर hshd को पानी के माध्यम से पंप किया जाना चाहिए और साहित्य में उपयोग किया जाने वाला एक और शब्द है जिसे डायनामिक हेड कहा जाता है डायनेमिक हेड का मतलब क्या है यह टोटल हेड प्लस है यह सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड हैऔर इसके साथ ही पाइप में होने वाले घर्षण के नुकसान को दूर करने के लिए और पानी के बहाव के लिए जरूरी प्रेशर के लिए हेड है पानी बेलनाकार पाइप के अंदर संपर्क में है और निश्चित रूप से घर्षण से नुकसान होने वाला है और उस घर्षण नुकसान के बराबर एक बराबर हेड या हेड लोसLoss नुकसान या प्रेशर ड्राप है हेड के संदर्भ में उन सभी चीजों के लिए यह hf है तो यह hf और कुछ नहीं है लेकिन पाइप में तरल पदार्थ के प्रवाह के कारण घर्षण का प्रतिनिधित्व करने वाला समकक्ष हेड है इसलिए यह डायनामिक हेड है इसलिए साहित्य में वे सक्शन हेड स्टैटिक लिफ्ट वही जो hs है डिस्चार्ज हेड स्टैटिक हाइट दोनों समान हैं जो कि hd डिस्चार्ज हेड है दोनों को एक साथ कुल हेड कहा जाता है ऊँचाई जिससे पानी उठाया जाता है डायनेमिक हेड में एक और शब्द भी शामिल है जिसे लोसLoss नुकसान कहा जाता है hf जो फ्रिक्शन के कारण समतुल्य लोस Loss नुकसान है